मानव संसाधन प्रबंधन की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है मेरा नाम आराधना मलिक है मैं आपकी मदद कर रही हूँ इस कोर्स के साथ इस विशेष व्याख्यान में हम मानव संसाधन माप के बारे में बात करेंगे मानव संसाधन गतिविधियों का मापन और जवाबदेही कि मानव संसाधन गतिविधियों संगठन के लिए है तो हमें इसके साथ चलना है मैंने इसके लिए दो पत्र उपयोग किए हैं श्रीमन्नारायण द्वारा एक पेपर है जो भारत में एचआर माप की स्थिति का मूल्यांकन करता है उसे विजन द जर्नल ऑफ बिज़नेस पर्सपेक्टिव्स में प्रकाशित किया गया है और अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशनइंटरनेशनलद्वारा प्रकाशित जे जे फिलिप्स द्वारा लिखित इन्वेस्टिंग इन युअरकंपनीज ह्यूमन कैपिटल नामक पुस्तक का एक अध्याय है और अध्याय को मानव पूँजी स्कोरकार्ड बनाने और उपयोग करने के लिए कहा जाता है और मैंने इन दोनों के अनु प्रयोगों को उन विषयों में पाया जिनके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं अब फिलिप्स का सुझाव है कि परिणामों के संदर्भ में मानव संसाधन प्रबंधन को मापा जाना चाहिए और फिलिप्स ने मानव संसाधन गतिविधियों के उत्पादन का आकलन करने के लिए कई मापदंडों की एक श्रृंखला या सुझाव दिया है पहली बात जो फिलिप्स कहते है हमें प्रदर्शनमाप का आकलन करना चाहिए आपको पता है कि हमें कुछ मापदंड विकसित करने की आवश्यकता है कुछ मेट्रिक्स कुछ माप या कुछ क्षमा करें हमारे मानव संसाधन कार्यों के लिए हमारे कर्मचारियों के प्रदर्शन का आकलन करने के कुछ तरीके और हमें इन कार्यों के उत्पादन का आकलन करने की आवश्यकता है जो हमारे द्वारा निर्धारित मानकों के विरुद्ध हैं इसलिए यदि यह सभी कार्यों के लिए संभव नहीं है तो कम से कम कुछ कार्यों के लिए इन प्रदर्शन माप तरीकों का मूल्यांकन और मानक स्थापित किए जाना चाहिए मुख्य संगठनात्मक निर्णय हमेशा एचआर फ़ंक्शन से इनपुट को शामिल करना चाहिए साधारण कारण के लिए अधिकांश संगठनात्मक निर्णयों के लिए लोगों के इनपुट की आवश्यकता होती है उन्हें लोगों की आवश्यकता होती है या उन्हें कार्य की आवश्यकता होती है जो लोगों द्वारा संगठन में किया जाता है इसलिए जहां भी लोग शामिल हैं हमें मानव संसाधन प्रभाग से किसी को अंदर आने और हस्तक्षेप करने की जरूरत है मानव संसाधनों में निवेश पर रिटर्न को उत्पादकता लागत बचत और गुणवत्ता में सुधार के द्वारा मापा जाना चाहिए इसलिए हम जो कुछ भी मानव संसाधन में निवेश करते हैं उसे कंपनी उत्पादकता आउटपुट के संदर्भ में मापा जाना चाहिए उत्पादकता के मामले में कंपनी ने जो कुछ भी बेच रही है उसकी गुणवत्ता को बचाया है कार्यक्रम विकसित होने से पहले मूल्यांकन की विधि के लिए चिंता होनी चाहिए आप एक मानव संसाधन कार्यक्रम विकसित करते हैं आप एक मानव संसाधन फ़ंक्शन विकसित करते हैं लेकिन जिस तरह से मानव संसाधन कार्य को मापा जाता है उसका मूल्यांकन कार्यक्रम निर्धारित होने से पहले और प्रदर्शन माप कार्यक्रम स्थापित होने से पहले किया जाना चाहिए कम से कम कुछ प्रकार के माप और मूल्यांकन की औपचारिक विधि के लिए मानव संसाधन कार्यक्रम को कभी भी बिना प्रावधान के लागू नहीं किया जाना चाहिए हमारे पास मूल्यांकन का एक तरीका कोई भी कार्य होना चाहिए मानव संसाधन क्यों कार्य करते हैं संगठन में कोई भी कार्यमूल्यांकन किया जाना चाहिए कुछ मानकों के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना चाहिए जो इन कार्यक्रमों के संचालन से पहले या कार्रवाई में डालने से पहले स्थापित किए जाते हैं नियोजन स्तर पर हमें यह पता लगाना चाहिए कि हम उन विभिन्न चीजों की सफलता को कैसे माप सकते हैं जो हमारे संगठन करते हैं और हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे इन माप विधियों का मूल्यांकन करने जा रहे हैं और वे कौन से मानक हैं जिनके विपरीत हम इसका मूल्यांकन करेंगे और फिर हम इस आउटपुट का उपयोग अपनी प्रतिक्रिया के लिए उन प्रक्रियाओं के लिए करते हैं जो संगठन में संलग्न है मानव संसाधन कार्यक्रमों मे माप और मूल्यांकन की कम से कम कुछ प्रकार की औपचारिक पद्धति के लिए प्रावधान के बिना कभी भी लागू नहीं किया जाना चाहिए सभी व्यक्तिगत एचआर कार्यक्रमों की लागतों की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए पैसा होना चाहिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास यह जानने का कोई तरीका होना चाहिए कि हम मानव संसाधन कार्यों पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं अनुपस्थिति टर्नओवर और छुट्टी की लागत की नियमित रूप से गणना और निगरानी की जानी चाहिए तो आप जानते हैं कि जब भी कोई कर्मचारी छुट्टी पर जाता है तो संगठन को कितना खर्च करना पड़ता है मानव संसाधन कार्यक्रमों की लागत लाभ तुलना अक्सर आयोजित की जानी चाहिए हमें पता लगाना चाहिए कि कौन से प्रोग्राम हमें कुछ आउटपुट दे रहे हैं क्या हमें भारी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है लेकिन कोई महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं है एक आर्थिक मंदी में एचआर फ़ंक्शन को कर्मचारियों की कटौती में अप्रभावित रहना चाहिए या संभवतः ऊपर जाना चाहिए जिसका अर्थ है कि एचआर फ़ंक्शन मे भारी निवेश किया जाना चाहिए क्योंकि यह सुनिश्चित करना मानव संसाधन विभाग की ज़िम्मेदारी है कि लोग अधिक से अधिक उत्पादक बने इसलिए एचआर फ़ंक्शन को नहीं छुआ जाना चाहिए जब भी लागत में कटौती हो रही हैजब भी लोगों को रखा जा रहा है मानव संसाधन कर्मियों को को बंद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे लोगों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं कर्मचारी लाभ की लागत की नियमित निगरानी की जानी चाहिए और इसकी तुलना राष्ट्रीय डेटा उद्योग के मानदंडों और स्थानीय आंकड़ों से की जानी चाहिए इसलिए आपको पता है कि लाभ राष्ट्रीय उद्योग और उद्योग के मानकों की तुलना में बहुत अधिक नहीं होना चाहिए राष्ट्रीय और उद्योग मानकों से बहुत कम नहीं होना चाहिए और आप जानते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए और बराबर रहना चाहिए कर्मचारी के लिए उच्च हमेशा अच्छा होता है कर्मचारी के दृष्टिकोण से कर्मचारी को जितना अधिक खुशी होगी उतना अधिक लाभ होगा लेकिन अगर यह लागत प्रभावी नहीं हो सकता है तो इसमें कटौती की जा सकती है लेकिन केवल एक बिंदु तक इसलिए हमें उद्योग के भीतर मानकों का मेल ज़रूर करना चाहिए सीईओ को अक्सर मानव संसाधन के लिए जिम्मेदार के साथ अक्सर इंटरफेस करना चाहिए ताकि सीईओ को पता चले कि संगठन में क्या चल रहा है ताकि मानव संसाधन लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उससे सीईओ अवगत हो शीर्ष एचआर कार्यकारी को सीधे सीईओ को रिपोर्ट करना चाहिए मानव संसाधन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल लाइन प्रबंधन महत्वपूर्ण होना चाहिए संपूर्ण मानव संसाधन कर्मचारियों के पास माप और मूल्यांकन के लिए कुछ ज़िम्मेदारी होनी चाहिए फिर से न केवल कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए बल्कि कर्मचारियों को इन कार्यक्रमों शामिल होकर माप और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए मानव संसाधन विकास प्रयासों में संगठनों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कई प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल होने चाहिए मानव संसाधन प्रबंधकों द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी मानव संसाधन विकास कार्यक्रम को जानकारी पूर्ण होना चाहिए और संगठन में बाकी कार्यों को अधिक उत्पादक बनने में मदद करने में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना चाहिए जब एक कर्मचारी एक एचआर कार्यक्रम को पूरा करता है तो उसके या उसके पर्यवेक्षक को कार्यक्रम के उद्देश्यों के लिए कार्यक्रम सामग्री के उपयोग की आवश्यकता होती है और कर्मचारी को पुरस्कृत करना चाहिए प्रशिक्षण के संदर्भ में केवल एचआर ही क्यों प्रशिक्षण के संदर्भ में किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण जो संगठन के फंड संगठन के लाभ के लिए होना चाहिए इसलिए जो भी कर्मचारी कंपनी के पैसे का निवेश करता है या जो किसी भी तरह के प्रशिक्षण से गुजरता है उसे यह समझना चाहिए कि संगठन के लाभ के लिए उसे इस प्रशिक्षण से सीखने में योगदान देने की जिम्मेदारी है उन्हें उत्पादक होने की जरूरत है उन्हें जरूरत है इस प्रशिक्षण को लेने और अपने काम को बेहतर करने के लिए इसका उपयोग करने के लिए इसलिए उन्हें प्रशिक्षण के प्रकार का चयन करना चाहिए जो वे बहुत सावधानी से करते हैं और यदि आप एक कर्मचारी हैं तो आपको दुख नहीं होगा जिन्हें किसी प्रशिक्षण के माध्यम से जाने के लिए कहा गया है यदि आप यह पता लगा सकते हैं कि यह प्रशिक्षण आपके काम को बेहतर तरीके से करने में आपकी मदद करने वाला है या नहीं इसका मानसिक ध्यान रखें प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से बैठे और प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जो कुछ भी आपने सीखा है उसे अपने दैनिक कार्य दिनचर्या में लागू करने के लिए सचेत प्रयास करें ताकि संगठन भी सहज महसूस करे संगठन के पास प्रशिक्षण का रिकॉर्ड भी है जिससे आपकी उत्पादकता में सुधार हुआ है क्योंकि इन प्रशिक्षणों में बहुत अधिक धन खर्च होता है और अगर संगठन को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है तो संगठन के लिए इस तरह की गति विधि में निवेश करना सार्थक नहीं हो सकता है उत्पादकता सुधार लागत में कमी या गुणवत्ता वाले कार्य जीवन कार्यक्रम को कई स्थानों पर लागू किया जाना चाहिए और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना चाहिए मानव संसाधन कार्यक्रमों के परिणामों को चयनित लक्षित श्रोताओंदर्शकों के विभिन्न प्रकारों से नियमित रूप से संप्रेषित किया जाना चाहिए न केवल इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए बल्कि इन कार्यक्रमों के माप को उन लोगों को सूचित किया जाना चाहिए जो वास्तव में इन कार्यक्रमों से गुज़र चुके हैं कई बार हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों से भी गुजरते हैं हम अपने दैनिक जीवन में इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जो कुछ भी सीख चुके हैं उनका उपयोग करने का प्रयास करते हैं और लेकिन कई बार हम जो भी उपयोग करते हैं वह किसी का ध्यान नहीं जाता है या बहुत ठोस परिणाम नहीं देता है इसलिए जो कोई भी कार्यक्रम की सफलता का मूल्यांकन कर रहा है उसे इस बात का बेहतर अंदाजा होगा कि कर्मचारियों को किस तरह का प्रशिक्षण दिया गया है जिससे संगठन को मदद मिली है यह कर्मचारियों की मदद करेगा यह कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने में मदद करेगा यदि यह जानकारी संबंधित कर्मचारियों को सूचित की जाती है निचले स्तर के योगदान पर एचआर फ़ंक्शन के प्रभाव का अनुमान थोड़ा अतिरिक्त लागत के साथ लगाया जा सकता हैइसलिए आप जानते हैं हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि यह संगठन के लिए क्या कर रहा है एक तरीका है जिसमें हम यह आकलन कर सकते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह एक स्कोरकार्ड के माध्यम से कर रहे हैं और हम अगले व्याख्यान में विभिन्न प्रकार के स्कोरकार्ड के बारे में बात करेंगे लेकिन अभी मैं आपको एक स्कोरकार्ड बताऊंगा स्कोरकार्ड क्या है एक स्कोरकार्ड निर्माण की मात्रा निर्धारित करने का एक औपचारिक तरीका है जिसका आकलन मापदंडों के पूर्व निर्धारित सेट पर किया जा रहा है मैं देखूँगा कि क्या मैं आपको अगले व्याख्यान में एक स्कोरकार्ड दिखा सकता हूं अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के अनुसार यह एक मुद्रित कार्यक्रम या कार्ड है जो दर्शकों को पहचानने और खेल या प्रतियोगिता की प्रगति को रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाता है यह सामान्य रूप से एक स्कोरकार्ड है यह एक छोटा कार्ड है जिसका उपयोग गोल्फ जैसे खेल में अपने प्रदर्शन को दर्ज करने के लिए किया जाता है तो यह आपके प्रदर्शन के रिकॉर्ड रखने का एक तरीका है यह एक व्यक्तिगत स्कोरकार्ड है जब हम मानव संसाधन के संदर्भ में स्कोरकार्ड के बारे में बात करते हैं तो यह एक उपाय है यह एक उपकरण है जिसका उपयोग हम कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं इसका ट्रैक रखने के लिए करते हैं यह आपको यह जानने में हमारी मदद करता है कि यह हमें उन परिमाणित मापदंडों के रिकॉर्ड रखने में मदद करता है जिनका उपयोग हम विभिन्न मापदंडों पर संगठन में अपनी उत्पादकता और उत्पादन का आकलन करने के लिए करते हैं हम मानव पूँजी स्कोरकार्ड का उपयोग क्यों करते हैं आप कहेंगे कि मानव पूँजी स्कोरकार्ड क्या हैं हम मानव पूँजी स्कोरकार्ड के बारे में बात करते हैं मानव पूँजी वह मूल्य है जो मनुष्य किसी संगठन में लाता है मानव पूँजी वह है जो हम अपने कौशल के मामले में अपने कौशल के संदर्भ में अपने संगठन में योगदान करते हैं जैसा कि हम करते हैं इसलिए मानव पूँजी स्कोरकार्ड वह है जो किसी मान्यता प्राप्त तरीके से मानव पूँजी को मापने में हमारी मदद करता है वे मानव पूँजी के मूल्य में परिवर्तन को ट्रैक करते हैं मैं मेज पर कुछ कौशल लाता हूं मैं उन कौशलों का उपयोग कैसे करता हूं यह मेरे काम के आउटपुट द्वारा मापा जा रहा है मैं कह सकता हूं मैं बहुत कुशल हूं लेकिन अगर मेरा आउटपुट बहुत अधिक नहीं है तो मुझे नहीं पता उस कौशल का उपयोग कैसे करें तो आप जानते हैं मेरे पास जो भी कौशल लाया गया था वे वैध थे शायद 5 साल पहले शायद 10 साल पहले लेकिन क्या वेआजभी वैधमान्यहैं स्कोरकार्ड हमें इस बात पर नज़र रखने में मदद करते हैं कि समय के साथ हमारे कौशल कितने उपयोगी हैं और अगर कोई बदलाव होता है तो ये स्कोरकार्ड हमें उन परिवर्तनों को पहचानने में मदद करते हैं और परिणामस्वरूप अंतराल की पहचान करते हैं और हमारे मानव पूँजी के मूल्य को बरकरार रखने या किसी संगठन में मानव पूँजी के मूल्य को बढ़ाने के लिए आगे के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है वे प्रदर्शन प्रबंधन इनाम प्रणालियों का आधार बनाते हैं अगर हमारा आउटपुट अगर हम टेबल पर लाते हैं तो हम उसका उपयोग कैसे करते हैं तो इसे वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जाता है यह हमारे लिए मानव संसाधन कर्मियों के रूप में आसान हो जाता है कि हम कैसे असाधारण उत्पादन को पुरस्कृत कर सकते हैं ठीक है और हम कैसे याद दिला सकते हैं जो कर्मचारी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं उन्हें जैसा करना चाहिए वैसा कर सकते हैं मानव पूंजी में निवेश को सही ठहराते हैं आखिरकार हम मनुष्यों में निवेश कर रहे हैं जो संगठन में आ रहे हैं इस बात पर बहस चल रही है कि मशीनें कैसे आगे निकल गई हैं बड़ी संख्या में गतिविधियाँ जो मानव द्वारा की जा रही हैं जिससे इंसानों को नौकरियों से निकाला जा रहा है बहुत सारा मशीनीकरण हो चुका है बहुत सारे स्वचालन जगह ले ली है और बहुत सारे लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं क्योंकि जो लोग करते थे वह मशीनें कर रही हैं और वे चीजों को बेहतर कर रहे हैं और क्योंकि आप जानते हैं कि यह मानक कार्यक्रम की तरह है इंसानों को इंसानों से खतरा होता है अब इस पर बहस चल रही है लेकिन इंसान क्या करता है हम क्या करें आप जानते हैं कि आपके पास एक निश्चित कौशल है ताकि या तो अद्यतन किया जाए या कम से कम बरकरार रखा जाए तो हम मानव पूँजी में निवेश क्यों करते हैं हमें अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता क्यों है उत्पादन के कारण वे उत्पादन करते हैं और स्कोरकार्ड हमें संगठनों के रूप में सही ठहराने में मदद करता है इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं यह हमें यह बताने में मदद करता है कि हम अच्छी गुणवत्ता वाले कर्मचारियों को काम पर रखने उन्हें प्रशिक्षित करने मेंउन्हें खुश करने में उन्हें बनाए रखने में उनकी नौकरी की संतुष्टि को बेहतर बनाने में मदद करते हैं मानव उत्पादन के प्रभावी उपायों को विकसित करने के लिए कुछ मानदंड इस पुस्तक में आपको फिलिप्स द्वारा लिखित एक पेपर दिया गया है मुझे केर और मेयो द्वारा काम करने के लिए यह संदर्भ मिला 1995 में केर और 2003 में मेयो और कुछ मापदंड जो सुझाए गए हैं वे एक हैं हम जो भी प्रस्ताव दे रहे हैं या पैरामीटर जो हम सुझा रहे हैं महत्वपूर्ण होना चाहिए जिसका मतलब है कि पैरामीटर को मापने के लिए जो आसान है उसके बजाय रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण व्यावसायिक उद्देश्यों से जुड़ने की आवश्यकता है जो कुछ भी हम माप रहे हैं वह कंपनी के रणनीतिक उद्देश्यों के लिए पर्याप्त होना चाहिए हमें केवल माप के लिए चीजों का चयन नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें मापना आसान है हम जो भी माप रहे हैं वह पूरा होना चाहिए और यह केवल घटना के हिस्से के बजाय पूरी घटना को पर्याप्त रूप से ट्रैक करना चाहिए यह समय पर होना चाहिए इसलिए जो भी उपाय हम उपयोग कर रहे हैं वह सही समय पर ट्रैक करने के आयोजित होने के बजाय एक मनमाना तिथि वार्षिक या अर्ध वार्षिक या त्रैमासिक तक नहीं यह समय पर होना है जिस भी उपाय का उपयोग किया जा रहा है उस समय के उस विशेष बिंदु पर उपयोगी होना चाहिए इसे केवल प्रबंधन की आंखों के लिए निजी तौर पर एकत्र करने के बजाय इससे प्रभावित लोगों द्वारा खुले तौर पर जाना और ट्रैक किया जाना चाहिए इसलिए किसी भी तरह के फीडबैक फॉर्म जो आपके काम के लिए एकत्र किए जा रहे हैं उन्हें खुले तौर पर जानने की जरूरत है और आपको सक्रिय प्रतिभागी के रूप में होना चाहिए क्योंकि हितधारक के रूप में आपको इन फीडबैक फॉर्म या जो कुछ भी ट्रैक करने में सक्षम होना चाहिए आप जानते हैं कि वे आपके लिए उपलब्ध होना चाहिए माप मानदंड नियंत्रणीय होना चाहिए उन्हें प्रभावित लोगों द्वारा बनाए गए परिणामों को ट्रैक करना चाहिए जिनके पास माप से लेकर परिणामों तक की स्पष्ट रेखा है इसलिए हर कर्मचारी जिसका प्रदर्शन मापा जा रहा है उसका प्रदर्शन पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए पता होना चाहिए कि वे अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि वे कैसे काम कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उनका काम कैसे माना जा रहा है और उन्हें परिणाम को सुधारने के लिए आवश्यक होने पर परिणाम पर नियंत्रण रखना चाहिए प्रदर्शन माप मानकों को होना चाहिए या तरीकों को इस तरह होना चाहिए कुछ और मानव उत्पादन मानदंड के उपाय हैं हम मानव उत्पादन को कैसे निर्धारित करते हैं माप के तरीके लागत प्रभावी होने चाहिए आखिर हर चीज में पैसा खर्च होता है उनकी व्याख्या होनी चाहिए लोगों को परिणामों की व्याख्या करने के लिए बहुत विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए इसलिए उन्हें कम से कम उन लोगों द्वारा समझा जाना चाहिए जो उनसे प्रभावित होने वाले हैं जिसका अर्थ है कि कम से कम निर्णय लेने वाले कर्मचारी अपने पर्यवेक्षक और मानव संसाधन विभाग की सरलता उन्हें प्रत्येक हितधारक के दृष्टिकोण से समझना आसान होना चाहिए न केवल वे व्याख्या योग्य होना चाहिए सरलता व्याख्याशीलता में वृद्धि होगी विशेषतः उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए कि क्या मापा जा रहा है तो लोग जल्दी से उपाय को समझते हैं और संबंधित हैं वे कहते हैं हां यह वही है जिसे मापा जा रहा है मैं कुछ और बेहतर करने के लिए ऐसा कर सकता हूं ठीक है उन्हें संग्रहणीय होना चाहिए उन्हें इस तरह से एकत्र किया जा सकता है जहां आवश्यक प्रयास माप के परिणामी उपयोगिता के लिए आनुपातिक है कभी कभी हम आपको कुछ ऐसा करने के अपने प्रयास में जानते हैं जो बहुत सटीक है या बहुत उपयोगी है हम उन चीजों पर बहुत समय और पैसा खर्च करते हैं जो शायद इतने उपयोगी नहीं हैं हम समाप्त करते हैं आप जानते हैं हम इस तरह के जटिल कार्यों को उठाते हैं और हम किसी चीज पर बहुत अधिक समय और पैसा खर्च करते हैं जो कि इसकी उपयोगिता खो सकता है जब तक कि इसे एकत्र और व्याख्या नहीं किया जाता है तो यह वास्तव में नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए हम अपने संगठन में मानव के उत्पादन को मापने के लिए जो भी उपयोग करते हैं उसे इकट्ठा करना और व्याख्या करना आसान होना चाहिए यह टीम आधारित होना चाहिए इसका मूल्य व्यक्तियों की टीम के साथ होना चाहिए न कि केवल व्यक्तिगत निर्णय के लिए एक व्यक्ति का निर्णय यह तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि कोई व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन कर रहा है या नहीं प्रदर्शन माप के संदर्भ में जो कुछ भी एकत्र किया गया है वह व्यक्तिगत निर्णय के बजाय टीम के फैसले पर आधारित होना चाहिए और यह विश्वसनीय होना चाहिए यह जानकारी प्रदान करना चाहिए जो वैध और विश्वसनीय है यह जानकारी प्रदान करनी चाहिए जो हमें यह समझने में मदद करती है कि क्या मापा जा रहा है और इसे कैसे मापा जा रहा है और इसे विश्वसनीय होना चाहिए विश्वसनीय का मतलब यह प्रबंधन और हितधारकों की दृष्टि में विश्वसनीय होना चाहिए और ये मानव उत्पादन के कुछ उपायों को विकसित करने के कुछ मापदंड हैं तो यह वह जगह है जहाँ मैं इस व्याख्यान में बंद हो जाएगा अगले व्याख्यान में मैं आपको विभिन्न प्रकार के स्कोरकार्ड के बारे में बताऊंगा जिनका उपयोग हम कर्मचारियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कर सकते हैं ताकि संगठन के भीतर मानव संसाधन प्रबंधन कार्यों का आकलन करने के लिए कर्मचारियों के इनपुट का आकलन किया जा सके तो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद